अभिवादन और आपका स्वागत है मॉड्यूल 1 की इकाई 17 में यह हमारी पहले की गतिविधि कोर्स आउटकम्स से संबंधित है इससे पहले हमने कोर्स आउटकम स्टेटमेंट्स की संरचना को देखा कोर्स आउटकम स्टेटमेंट में चार तत्व हैं एक्शन नॉलेज कंडीशन क्राइटेरियन हमने इन सभी तत्वों को देखा और आप इन तत्वों को एक कोर्स आउटकम में कैसे शामिल करते हैं अब इस इकाई में हम क्या देखेंगे आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आउटकम स्टेटमेंट्स की गुणवत्ता और प्रासंगिकता बनी रहे इसके लिए हम कारकों के पूरे सेट की पहचान करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे और चेक लिस्ट तैयार करेंगे ताकि निम्नलिखित या इन सभी के ढांचे में आप अच्छे कोर्स आउटकम्स लिख सकें पहली बात यह है कि हमें एक कोर्स के लिए कितने COs लिखने चाहिए क्या हमें बहुत संक्षेप में लिखना चाहिए हम कोर्स की संख्या के लिए COs की संख्या को बहुत कम देखेंगे COs की संख्या हम पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को पर्याप्त विस्तार से पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और याद रखें कि कोर्स आउटकम्स वास्तविक निर्देश डिजाइन के लिए आधार बनाते हैं क्योंकि कोर्स आउटकम्स प्राप्त किए जाने हैं और हम सबसे अच्छे तरीके से कोर्स आउटकम्स की प्राप्ति पर लक्ष्य करने के लिए हमारे निर्देश का संचालन करते हैं इसलिए बहुत कम संख्या पर्याप्त विस्तार में पाठ्यक्रम पर कब्जा नहीं करती है और बहुत सारे कोर्स आउटकम्स मूल्यांकन की डिजाइन और COs की प्राप्ति की गणना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को बहुत गड़बड़ और मांग करते हैं इसलिए हमें COs की सही संख्या का चयन करने की आवश्यकता है अधिकांश पाठ्यक्रम इन श्रेणियों में आते हैं जैसे 3 0 0 जिसका अर्थ है प्रति सप्ताह 3 व्याख्यान घंटे कोई ट्यूटोरियल और कोई प्रयोगशाला नहीं या आपके पास एक कोर्स हो सकता है 3 1 0 प्रति सप्ताह 3 व्याख्यान घंटे और 1 ट्यूटोरियल और कोई प्रयोगशाला नहीं या आपके पास प्रति सप्ताह 3 0 1 3 व्याख्यान घंटे कोई ट्यूटोरियल नहीं और 2 घंटे का प्रयोगशाला सत्र हो सकता है NBA के अनुसार उनके पास लगभग 6 कोर्स आउटकम्स होने चाहिए मैं इस बारे में 6 कोर्स आउटकम्स की व्याख्या 6 या 2 के रूप में करना चाहता हूं इसका मतलब है कि आप 8 परिणामों तक लिख सकते हैं अलग अलग संख्या में क्रेडिट ले जाने वाले कोर्स के COs की संख्या को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि आपके पास 0 0 1 कोर्स हो सकता है इसका मतलब है कि एक स्टैंडअलोन प्रयोगशाला या कभी कभी आपके पास 2 0 0 या 4 0 0 हो सकता है इसलिए 4 क्रेडिट कोर्स के लिए आप इसे लगभग अधिकतम 10 तक ले सकते हैं या 2 क्रेडिट कोर्स के लिए आप खुद को अधिकतम 6 तक सीमित कर सकते हैं इसलिए किसी कोर्स से जुड़े क्रेडिट के आधार पर कोर्स आउटकम्स की संख्या का चयन करना होगा जो आप लिखना चाहते हैं कोर्स आउटकम्स की प्राप्ति जैसा कि हम बाद की इकाई में देखेंगे प्रारंभिक और योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से मापा जाता है क्योंकि हमें पाठ्यक्रम पूरा करना होगा कोर्स आउटकम्स की प्राप्ति क्या आधार है आधार मूल्यांकन है मूल्यांकन फॉर्मेटिव या योगात्मक हो सकता है योगात्मक मूल्यांकन में एंड सेमेस्टर परीक्षा क्लास टेस्ट असाइनमेंट आदि शामिल हैं और औपचारिक असाइनमेंट में प्रमुख रूप से कक्षा से संबंधित गतिविधियाँ शामिल होंगी जैसे क्विज़ और इतने पर और इसके अलावा किसी को भी प्राप्ति को मापने के बहुत जटिल तरीके का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए और जो यह भी मांग करता है कि आप विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करते हैं या आप केवल CO की प्राप्ति की गणना करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण करते हैं इसलिए यह निर्धारित करना संभव होना चाहिए अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता के बिना सामान्य रूप से पालन किए जाने वाले मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से CO की प्राप्ति पाठ्यक्रम के सभी वर्गों पर समान ध्यान देने के लिए इकाइयों के एक समूह के रूप में पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करना कई विश्वविद्यालयों का अभ्यास है यह लगभग पिछले 30 वर्षों से प्रथा है जहां पाठ्यक्रम को इकाइयों के एक सेट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और आप अनिवार्य रूप से और फिर आप परीक्षा से पूछते हैं परीक्षार्थी सभी पहचानी गई इकाइयों से समान वेटेज के बराबर मूल्यांकन आइटम सेट करते हैं यहाँ हम कहते हैं कि कोर्स और COs की इकाइयों के बीच एक से एक पत्राचार की आवश्यकता नहीं है बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि आपके पास एक इकाई के लिए एक कोर्स आउटकम है वास्तव में यह आवश्यक नहीं है यदि सामग्री उपयुक्त है तो एक इकाई को एक से अधिक CO द्वारा संबोधित किया जा सकता है यदि आवश्यक हो तो एक CO एक से अधिक इकाइयों से विषयों को संबोधित कर सकता है इसलिए यदि आपके पास 5 इकाइयों के साथ एक कोर्स है तो आप पाठ्यक्रम का वर्णन करने के लिए 6 7 8 कोर्स आउटकम्स लिखना चाहते हैं जहां पर्याप्त रूप से उन सभी विवरणों पर ध्यान देने का मतलब है जो आप पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण मानते हैं अब हम dos और don'ts के बारे में बात करना चाहते हैं सब मिलाकर केवल एक क्रिया क्रिया का उपयोग करें दूसरी क्रिया केवल असाधारण स्थिति में आवश्यक है तो एक कार्य क्रिया का आदर्श होना चाहिए और इसके अलावा जैसे जैसे कि विभिन्न अलग आदि शब्दों का उपयोग ज्ञान तत्वों के संबंध में न करें सभी ज्ञान तत्वों की गणना करें और शिक्षकों के रूप में हम शब्दों का उपयोग करने के लिए काफी अभ्यस्त हैं या हम अनजाने में भी विभिन्न शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे हम विभिन्न पहलुओं या विभिन्न पहलुओं को कहते हैं और हम कुछ उदाहरण देते हैं और कहते हैं जैसे कि लेकिन ऐसे वाक्यांशों को कोर्स आउटकम्स के हिस्से के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जब अलग और विभिन्न शिक्षक के लिए बहुत स्पष्ट होते हैं यदि आप उस शब्द का उपयोग करते हैं तो छात्र को यह पता होना चाहिए कि वे सभी चीजें क्या हैं जो उन्हें सीखने की जरूरत है जब तक कि उन्हें गणना नहीं की जाती है तब तक वह नहीं कर पाएंगे तो सभी ज्ञान तत्वों की गणना स्पष्ट करेंगे और कभी कभी शिक्षक को लगता है कि हम सभी चीजों को कैसे समझ सकते हैं वास्तव में यदि आप हमारे अनुभव को देखें तो हमारा अनुभव बताता है कि 5 6 से अधिक ज्ञान तत्व कभी नहीं हो सकते हैं जिनकी गणना करने की आवश्यकता है CO स्टेटमेंट के हिस्से के रूप में सभी प्रासंगिक या संबोधित ज्ञान तत्वों को शामिल करें और यह वह जगह है जहां इसे सहकर्मियों के साथ कई पुनरावृत्तियों या चर्चाओं की आवश्यकता होती है CO स्टेटमेंट को यथासंभव और मापने योग्य बनाने के लिए प्रयास करें यह अधिक चमक नहीं होना चाहिए और सब कुछ निहित है यह कथन स्वयं ही छात्र को स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए कि छात्र को वास्तव में क्या करने की उम्मीद है और यह केवल सहकर्मियों के साथ चर्चा के माध्यम से कई पुनरावृत्तियों से गुजरने के माध्यम से किया जा सकता है और अंत में CO स्टेटमेंट को या तो बहुत सार या बहुत विशिष्ट न बनाएं बहुत विशिष्ट कभी कभी केवल एक प्रश्न होगा जो आप CO का प्रतिनिधित्व करने के विषय में पूछने जा रहे उस मामले में आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं उदाहरण के लिए जब भी आप एक CO लिखते हैं तो एक कोर्स पाठ्यक्रम के 10 से लगभग 20 25 का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए किसी को बड़ी संख्या में मूल्यांकन आइटम पूछने में सक्षम होना चाहिए बड़ी संख्या में मूल्यांकन वस्तुओं को डिजाइन करने में सक्षम होना चाहिए और अगर यह बहुत विशिष्ट है तो आप एक प्रश्न बताते हुए समाप्त करेंगे यदि यह बहुत सार है जो आप लिख रहे हैं तो यह बहुत उच्च स्तर पर है छात्र स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे कि उनसे क्या सीखने की उम्मीद है तो ये do's और don'ts हैं जो एक निश्चित कोर्स आउटकम लिखते हैं इसके अलावा एक चेकलिस्ट भी है यह एक कोर्स आउटकम कथन लिखा है जिसे आप धार्मिक रूप से 5 वस्तुओं के इस चेकलिस्ट से गुजरते हैं क्या CO एक क्रिया के साथ शुरू होता है सरल आपको बस एक क्रिया के साथ शुरू करना है और CO को कवर किए जाने वाले प्रदर्शन या विषय के शिक्षण के बजाय छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में कहा जाता है यह फिर से एक सामान्य गलती है जो कई शिक्षकों द्वारा की जाती है क्योंकि आप विषय को शिक्षक के नजरिए से इस अर्थ में देखते हैं कि मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है जैसे कभी कभी कहते हैं कि शिक्षक को छात्र को कुछ सीखने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए इसलिए CO को हमेशा छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में कहा जाना चाहिए CO को सीखने की प्रक्रिया का उपयोग करने के बजाय सीखने के उत्पाद के रूप में भी कहा जाना चाहिए यह एक बार फिर एक आम बात है पहले आप सीखने की प्रक्रिया को बताते हैं और फिर आप सीखने के उत्पाद के बारे में बात करते हैं लेकिन सीखने के उत्पाद को पहले बाहर लाया जाना चाहिए बहुत स्पष्ट किया जाना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया का मतलब है कि विधि जिसे आपको उपयोग करने की आवश्यकता है या प्रमेय जिसके अनुसार आपको समस्या को हल करने की आवश्यकता है इन सभी को बाद में आना चाहिए और कभी कभी यह वैकल्पिक हो सकता है तो बयान को स्पष्ट रूप से सीखने के उत्पाद का प्रतिनिधित्व करना चाहिए चौथा CO है जिसे सामान्यता के उचित स्तर और अन्य CO से अपेक्षाकृत स्वतंत्र कहा जाता है इसका मतलब है कि पहली बात यह है कि यह अन्य CO से स्वतंत्र होना चाहिए सामग्री के संदर्भ में कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए तब ऐसा होना चाहिए जैसा कि हमने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और यह सामान्यता का उचित स्तर होना चाहिए जिससे बड़ी संख्या में मूल्यांकन आइटम तैयार होते हैं और कभी कभी हम अति महत्वाकांक्षी होते हैं और हम बहुत महत्वाकांक्षी CO स्टेटमेंट लिख सकते हैं तो पहली बात यह है कि क्या CO प्राप्त करने योग्य है इसका मतलब है कि वे छात्र की पृष्ठभूमि पूर्वापेक्षाओं दक्षताओं कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं और CO को संबोधित करने के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हैं CO स्टेटमेंट लिखते समय इन सभी कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए तो यह चेकलिस्ट है फिर से हम मानते हैं कि जब भी आप एक CO स्टेटमेंट लिखते हैं तो कृपया चेकलिस्ट में इन 5 वस्तुओं के संबंध में उस स्टेटमेंट की जांच करें इस तरह आप कुछ से बच रहे होंगे आप अनजाने में हुई त्रुटियों को क्या कहेंगे अब हम कुछ नमूनों को देखेंगे वे वास्तव में संकाय सदस्यों के साथ हमारी बातचीत के माध्यम से हैं जब हमने एक ही अभ्यास किया था तो हमने संकाय द्वारा लिखित कुछ बयानों को इकट्ठा किया जैसे कि बोर्डों ऑफ स्टडीज या व्यक्तिगत संकाय द्वारा और हम कुछ त्रुटियों को देखते हैं जो वास्तव में CO लिखने में प्रतिबद्ध हैं इसलिए लिखा गया एक CO छात्रों को कई परियोजनाओं को निष्पादित करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक क्रिया के साथ शुरू नहीं होता है इसके अतिरिक्त संभावित त्रुटियां क्या हैं कई परियोजनाओं को निष्पादित करना अनुदेशात्मक गतिविधि है तो यह केवल एक प्रक्रिया है और खुद नहीं वे नहीं हैं यह एक CO स्टेटमेंट नहीं है कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है इसलिए यह CO स्टेटमेंट के बजाय एक प्रक्रिया स्टेटमेंट है कम्पेन्सेटर्स और कंट्रोलर्स की अवधारणाएँ हैं कंट्रोलर्स का अर्थ है P PD PI PID कंट्रोलर्स में कम्पेन्सेटर्स और कंट्रोलर्स की अवधारणाएं हैं इसका क्या मतलब है अवधारणाओं का होना एक आंतरिक तंत्र है छात्र के आंतरिक परिवर्तन के रूप में कुछ लेकिन जिसे सीधे मापा नहीं जा सकता है इसलिए यदि आपके पास अवधारणाएं अच्छी हैं तो आपको कुछ प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए और उस प्रदर्शन या व्यवहार को लिखा जाना चाहिए जिसे प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे किसी विशिष्ट समस्या को हल करना या किसी विशिष्ट संदर्भ में PD या PI कंट्रोलर को डिजाइन करना यह इस तरह लिखा जाना चाहिए कि केवल कहने के बजाय एक स्टेटमेंट लिखें जो आंतरिक परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है अब एक और उदाहरण जो हम लेते हैं प्रयोगशाला में सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करके थर्मल पावर प्लांट के लिए ऑप्टीमल जनरेटर शेड्यूलिंग सीधा कोई कार्य क्रिया नहीं है या यह नहीं बताया गया है कि छात्र क्या करने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह अधिक है जैसे कि आप पाठ्यक्रम के भाग को क्या कहते हैं उनकी विषय सूची में यह हो सकता है और इसे एक परिणाम के रूप में लिया और लिखा गया है अब एक और CO जनरेटर ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के लिए सुरक्षा योजनाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे सुरक्षा योजनाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे इसका मतलब है कि यह एक छात्र में आंतरिक परिवर्तन है न कि ऐसा व्यवहार जिसे मापा जा सकता है तो COs कॉम्पिटेंसीज हैं और जो व्यवहार प्रदर्शित किए जा सकते हैं छात्रों में आंतरिक परिवर्तनों का वर्णन नहीं ये आंतरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से आवश्यक हैं लेकिन अगर केवल अगर आप उन आंतरिक परिवर्तनों का वर्णन करते हैं जो आवश्यक हैं तो हम माप नहीं पाएंगे ये और भी दिलचस्प बातें हैं हमने सिर्फ एक CO पाया है भौतिक विज्ञान और धातु विज्ञान में उन्नति के अध्ययन को जारी रखने के लिए यह एक स्टेटमेंट है जो पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है आप उन छात्रों को चाहते हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान और धातु विज्ञान में उन्नति के अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम पूरा किया है यह एक लिया पाठ्यक्रम के साथ कुछ नहीं करना है इसलिए इसका पाठ्यक्रम से जुड़ी किसी भी सीखने की गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है एक और समाज के लिए उपयोगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग समस्याओं को आइडेंटीफाई एनालाइज सॉल्व यह भी नहीं कहता कि आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं पहले वाला कम से कम भौतिक विज्ञान को देख रहा था यह किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स हो सकता है और यह कहता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग समस्याओं की आइडेंटीफाई एनालाइज सॉल्व समाज के लिए उपयोगी है तो यह अस्पष्ट है किसी भी पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट नहीं है डेटाबेस का उपयोग करने वाले अनुप्रयोगों को विकसित करने का व्यावहारिक अनुभव रखें फिर से यह एक विशिष्ट गतिविधि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है निरर्थक सीखने की गतिविधि है न कि सीखने वाला उत्पाद जिसे मापा जा सकता है सिंटेक्स निर्देशित अनुवाद और मध्यवर्ती कोड उत्पादन एक बार फिर यह कोई कार्य क्रिया नहीं है और आम तौर पर लगता है कि विषय पाठ्यक्रम से बाहर खींच लिया गया है उनसे निपटने के लिए NP पूर्ण समस्याओं और विभिन्न तकनीकों की अवधारणा का परिचय दें अवधारणाओं का परिचय कौन देता है क्या शिक्षक जो NP पूर्ण समस्याओं की अवधारणा का परिचय देता है जिसका अर्थ है कि यह एक शिक्षक केंद्रित है और यह नहीं है कि यह स्टेटमेंट सीधे प्रतिनिधित्व नहीं करता है कि छात्र को क्या करने में सक्षम होना चाहिए तो यह सीखने के उत्पाद का प्रतिनिधित्व नहीं करता है यह अभी भी अस्पष्ट है इस विषय को समय की आवश्यकता के रूप में मानने की गुंजाइश जटिलता और आवश्यकता के लिए एक प्रशंसा है और पृथ्वी के पर्यावरण और इसके संरक्षण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है अंतिम वाक्यांश पृथ्वी पर्यावरण और संरक्षण को छोड़कर वक्तव्य यह भी नहीं कहता है कि छात्र वास्तव में क्या करने वाला है इसलिए सराहना और सकारात्मक दृष्टिकोण आंतरिक परिवर्तन हैं और सीधे मापन नहीं कर सकते है तो ये कुछ त्रुटियां हैं जो एक शिक्षक जब विशेष रूप से पहली बार किसी पाठ्यक्रम के लिए परिणाम लिखते हैं तो ऐसा होने की संभावना है अब हम आपको क्या कराना चाहते हैं एक ऐसे पाठ्यक्रम के कोर्स आउटकम्स को लिखें जिनसे आप परिचित हैं या सभी do's और don'ts पर ध्यान देना सिखा रहे हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि चेकलिस्ट के सभी आइटम चेक आउट किए गए हैं पहले वाली इकाई में आपने कोर्स आउटकम्स के कुछ नमूने लिखे थे क्या तत्व हैं और आप उन्हें कैसे शामिल करते हैं इत्यादि अब आपको एक पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए लिखना होगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चेकलिस्ट की सभी वस्तुओं को संबोधित किया गया है और do's और don'ts भी देखे जाते है फिर से अभ्यास करने के लिए हम आपसे त्रुटियों की पहचान करने के लिए कहेंगे यदि कोई भी सूचीबद्ध कोर्स आउटकम्स को सूचीबद्ध करता है और चेकलिस्ट में बताए गए क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए उन्हें फिर से लिखता है हम आपको 10 अन्य कोर्स आउटकम्स देंगे यदि वे हैं तो सबसे पहले अगर उनके साथ कुछ गलत है तो आपको यह बताना होगा कि उनके साथ क्या गलत है और फिर इसे फिर से लिखें हालांकि यह आपके विषयों से संबंधित नहीं हो सकता है जिनसे आप परिचित हैं केवल वाक्य को ठीक करें ताकि इसे एक उपयुक्त कोर्स आउटकम्स के रूप में खींचा जा सके आइए हम इन वस्तुओं को शीघ्रता से चलाते हैं विभिन्न डोमेन में विभिन्न समस्याओं की जटिलताओं का विश्लेषण करें समस्याओं को हल करने के लिए एल्गोरिदम और डिजाइन तकनीकों को लागू करें सिंटेक्स निर्देशित अनुवाद और मध्यवर्ती कोड उत्पादन छात्रों से लकड़ी प्लाईवुड पेंट और कांच सामग्री के बारे में पढ़ने की उम्मीद की जाती है क्षेत्र की पहचान सॉइल वर्गीकरण प्रणाली सॉइल यांत्रिकी और सॉइल के विकास और सॉइल के निर्माण और विशेषताओं के बारे में जानें लोचदार सीमा के भीतर लोडिंग के अधीन शरीर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन संबंध को जानें छात्र आधुनिक धातु सामग्री स्मार्ट सामग्री गैर धातु सामग्री और उन्नत संरचनात्मक सिरेमिक की संरचना गुणों और अनुप्रयोगों को जानने में सक्षम होंगे छात्रों को आधार बैंड सिग्नल अवधारणाओं और विभिन्न समकक्षों के बारे में पता होगा अनुकूली प्रणालियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें तो ये दिए गए स्टेटमेंट्स हैं कृपया dos और don'ts को लागू करें और चेकलिस्ट का उपयोग करें और इसमें त्रुटियों को पहचानने और उसी को पुन उत्पन्न करने का प्रयास करें अब अगली यूनिट 18 में हम CO से जुड़े वर्ग सत्रों की संख्या की पहचान करने और POs PSOs कॉग्निटिव स्तरों और ज्ञान श्रेणियों के साथ प्रत्येक कोर्स आउटकम को टैग करने की कोशिश करेंगे वह अगली इकाई होगी